व्याख्यान 21 में आपका स्वागत है इस व्याख्यान में मैं दिखा रही हूँ कि एक बहुत लोकप्रिय बोर्ड आर्डुइनो UNO के साथ कैसे हम इंटरफ़ेस कर सकते हैं पिछले व्याख्यानों में मैंने आपको विशेष रूप से दिखाया है कि हम एसटीएम बोर्ड का उपयोग कैसे करेंगे और यहां मैं आपको उन चरणों के माध्यम से ले जाऊंगी जो कि आर्डुइनो UNO बोर्ड का उपयोग करने के लिए आवश्यक हैं जो फिर से काफी सरल है मैं आपको पहले इस बोर्ड की कुछ विशेषताओं के बारे में बताउंगी और फिर वास्तव में आर्डुइनो के साथ इंटरफ़ेस करने के लिए आवश्यक कदम क्या हैं वो बताउंगी जैसे कि मैंने आपको बताया मैं आर्डुइनो UNO बोर्ड के पिन जो उपलब्ध हैं के विवरण के बारे में बात करूँगी और एलईडी टिमटिमाने के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत करुँगी हालांकि इस प्रयोग में मैं एलईडी को इंटरफ़ेस नहीं करूंगी लेकिन बाद की स्लाइड्स में आप पाएंगे कि कैसे हम इसे बोर्ड के साथ इंटरफेस करते हैं मैं आपको विशेष रूप से आर्डुइनो UNO बोर्ड का उपयोग करने के लिए आवश्यक कदम दिखाऊंगी तो आर्डुइनो क्या है यह एक ओपन सोर्स कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनी है यह विभिन्न एम्बेडेड सिस्टम बोर्ड और सहायक उपकरण की रूपरेखा तैयार और निर्माण करता है और बहुत लोकप्रिय बोर्डों में से एक आर्डुइनो UNO है जिसका उपयोग दुनिया भर में छात्र समुदाय द्वारा विभिन्न छोटे एम्बेडेड सिस्टम प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए किया जाता है इस आर्डुइनो IDE को इस विशेष साइट से डाउनलोड किया जा सकता है आप सीधे वहां जा सकते हैं और उस विशेष साइट से डाउनलोड कर सकते हैं तो क्या आवश्यकताएँ हैं STM32 बोर्ड के लिए हमने पहले ही देखा है कि वहां क्या आवश्यकताएं हैं अब आर्डुइनो बोर्ड के लिए यह बहुत एकसा है यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे इंटरफेस करते हैं लेकिन सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने पीसी के साथ इस यूएसबी कनेक्टर के माध्यम से कनेक्ट करें यह जैक यहां से जुड़ा है और यह जैक आपके पीसी या लैपटॉप से जुड़ा होगा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो काम में लिया जा रहा है वह आर्डुइनो आईडीई है जो इस तरह दिखता है जिसे मैं पहले से ही चर्चा की गई वेबसाइट से डाउनलोड कर सकती हूं यह आर्डुइनो UNO है जो कि व्यापक रूप से उपयोग होने वाला ATmega328P माइक्रोकंट्रोलर पर आधारित ओपन सोर्स माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड है और इसे आर्डुइनो द्वारा विकसित किया गया है 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन उपलब्ध हैं जो सभी आर्डुइनो कम्पेटिबल पिन हैं तो 14 डिजिटल पिन और 6 एनालॉग पिन हैं और वे इस टाइपबी यूएसबी केबल के माध्यम से आर्डुइनो IDE के साथ प्रोग्राम करने योग्य हैं जिसे मैंने पहले ही दिखाया है यह यूएसबी केबल द्वारा या बाहरी 9 वोल्ट की बैटरी द्वारा संचालित किया जा सकता है मान लें कि आप पहले ही प्रोग्राम को डंप कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि यह बिना किसी पीसी के समर्थन के चले तो आप इसे कैसे पावर देते हैं आप इसे बाहरी बैटरी का उपयोग करके कर सकते हैं यह बोर्ड USB आर्डुइनो बोर्डों की श्रृंखला में पहला है पहले के बोर्डों में आपको USB के माध्यम से नहीं बल्कि इसे किसी अन्य माध्यम से डंप करने की आवश्यकता है लेकिन जब USB कम्पेटिबल बोर्ड आए तो आर्डुइनो प्लेटफ़ॉर्म के लिए आर्डुइनो UNO उन प्रकार के बोर्ड में से पहला और रिफरेन्स मॉडल है आर्डुइनो UNO पर ATmega328P बूट लोडर के साथ प्री प्रोग्राम्ड आता है जो किसी भी बाहरी हार्डवेयर प्रोग्रामर के उपयोग के बिना नए कोड को अपलोड करने की अनुमति देता है इसलिए हमें किसी भी बाहरी हार्डवेयर प्रोग्रामर की आवश्यकता नहीं है बल्कि अगर हम इसे जोड़ते हैं तो यह पहले से ही इनबिल्ट बूट लोडर के साथ होता है यह मूल STK500 प्रोटोकॉल का उपयोग करके संचार करता है यह एक प्रोटोकॉल है जो इस संचार के लिए उपयोग किया जाता है इसके और पीसी के बीच संचार RS232 पर किया जाता है और यह STK500 1152 kbps 8 बिट डेटा 1 स्टॉप बिट और पैरिटी का उपयोग करता है पीसी संचार होने के लिए समान रूप से सेट अप होना चाहिए जब 2 डिवाइस एक दूसरे के साथ संचार करते हैं यदि एक डिवाइस उच्च गति पर चलता है अन्य डिवाइस उस गति पर नहीं चलता है इस डिवाइस को यह पता होना चाहिए कि अन्य डिवाइस किस गति पर संचार कर रहा है तो इस उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है यह पूरा बोर्ड है जिसे आप देख सकते हैं मैंने पहले ही इस पावर जैक के बारे में चर्चा की है यह यूएसबी नियंत्रक है और यूएसबी पोर्ट जिसके माध्यम से इसे जोड़ा जा सकता है यह ATmega माइक्रोकंट्रोलर है यह डिजिटल पावर सप्लाई पिन है ये एनालॉग पिन हैं और ये डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन हैं जब हम इस विशेष बोर्ड के साथ प्रयोग करेंगे तब हम इन पर गौर करेंगे हम विशेष रूप से इन विशेष पिनों के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देंगे आर्डुइनो का उपयोग करके प्रोग्रामिंग के लिए आपको कौन से बिंदु याद रखने की आवश्यकता है सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सॉफ्टवेयर आईडीई डाउनलोड करने हैं और 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन का उपयोग करने के लिए हमें निम्नलिखित कार्यों को जानना होगा एक स्पिन मोड है दूसरा इनपुट पढ़ने के लिए डिजिटल रीड है पोर्ट में मान राइट करने के लिए डिजिटल राइट है 6 एनालॉग इनपुट पिन भी हैं जिनमें से प्रत्येक 10 बिट्स रिज़ॉल्यूशन प्रदान करता है हमने पहले से ही रिज़ॉल्यूशन और एनालॉग से डिजिटल कनवर्टर के बारे में चर्चा की है तो इसमें 10 बिट रिज़ॉल्यूशन है एक बार डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड किए गए ज़िप को एक्सट्रेक्ट करें और arduinoexe पर क्लिक करें फिर आर्डुइनो IDE खुल जाएगा जो इसके समान दिखता है जब आप पहले से ही आईडीई को इनस्टॉल कर चुके हैं जो कि बहुत सरल है फिर जब आप इसे खोलेंगे तो आईडीई इस तरह खुलेगा यह सेटअप चरण है और यह लूप है सेटअप चरण में सेटअप कोड हम यहां लिखते हैं जिसे केवल एक बार चलाया जाता है सेटअप सेक्शन का उपयोग व्यापक रूप से वेरिएबल को आरंभ करने के लिए किया जाता है पिन मोड के बारे में उल्लेख किया जाता है और बॉड रेट निर्धारित करते हैं इत्यादि जब हम जीएसएम या ब्लूटूथ जैसे अन्य संचार उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं तो आपको उस रेट को यहां विशेष रूप से बताना होगा सॉफ्टवेयर इसके माध्यम से केवल एक बार चला जाता है वोयड लूप सेक्शन कोड का वह भाग होता है जो स्वयं पर वापस लूप बैक होता है और यह कोड का मुख्य भाग होता है जो कोड आप लिखते हैं मान लें कि एलईडी कुछ समय के लिए चमकेगा कोड का वह हिस्सा इस वोयड लूप में रखा जाएगा अब मैं एलईडी को टिमटिमाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लूंगी आपने एमबेड कम्पाइलर में देखा है हमें हेडर फ़ाइल शामिल करने की आवश्यकता है हम देखेंगे कि यहां क्या आवश्यक है यहां दो मुख्य फेज आवश्यक हैं एक सेटअप फेज है यहाँ मैं मूल रूप से इनिशियलाइज़ेशन कर रही हूँ हम आउटपुट के रूप में आर्डुइनो के पिन 7 को पिन मोड में के रूप में सेट कर रहे हैं इस विशेष कथन का उपयोग करके हम यह कर रहे हैं फिर वोयड लूप आता है हम डिजिटलराइट नामक एक फ़ंक्शन का उपयोग कर रहे हैं जहां आउटपुट पोर्ट 7 हम हाई कर रहे हैं फिर हम एक सेकंड का डिले दे रहे हैं यहां यह मिलीसेकंड में निर्दिष्ट है 1000 मिलीसेकंड 1 सेकंड है फिर हम उसी पिन 7 को लो में डिजिटलराइट करते हैं और फिर हम इसे फिर से उसी 1000 मिलीसेकंड या 1 सेकंड के लिए डिले करते हैं और यह एक लूप में जाता है यह एक विशिष्ट पिन आरेख है हम यहां ऑनबोर्ड एलईडी का उपयोग नहीं कर रहे हैं बल्कि हम एक बाहरी एलईडी का उपयोग कर रहे हैं यह आर्डुइनो UNO बोर्ड है और यह 5V आपूर्ति है और यह एलईडी है यह एनोड है और यह कैथोड है तो एनोड प्रतिरोध के माध्यम से समाप्त होता है जो 5 V से जुड़ा हुआ है और कैथोड का सिरा सीधे पिन 7 से जुड़ा हुआ है यह सर्किट आरेख है कि कब एलईडी चमकेगी चूंकि यह 5 V से जुड़ा है जब इस पिन में 0 इनपुट होगा केवल तब यह एलईडी चमकेगी ऐसे कौन से कदम हैं जिनकी यहाँ करने की आवश्यकता जरुरी है यहां हम आउटपुट के रूप में इस पिन मोड 7 का चयन करते हैं हम प्रोग्राम लिखते हैं और फिर हम आर्डुइनो बोर्ड का चयन करते हैं इसलिए विशेष रूप से आपको इस विशेष सूची से आर्डुइनो UNO बोर्ड का उपयोग करना होगा अगला पोर्ट नंबर चुनें हम इस विशेष UNO के लिए इस COMM का चयन कर सकते हैं और फिर हम इसे अपलोड करने के लिए इस अपलोड बटन को दबाते हैं तो यह सेटअप अवस्था है यह लूप अवस्था है और हम प्रोग्राम को इस पर अपलोड करने के लिए अपलोड बटन दबाते हैं एक महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में हमने बात नहीं की है वह हाइपर टर्मिनल है जिसकी चर्चा हम अगले सप्ताह में करेंगे आर्डुइनो की एक अच्छी विशेषता यह है कि इसे किसी भी बाहरी हाइपर टर्मिनल की आवश्यकता नहीं है यह वहां बिल्ट इन है आप टूल पर जाते हैं और फिर आप इस पोर्ट पर क्लिक कर सकते हैं और आपको यह प्राप्त होगा आप जो भी डेटा का संचार करना चाहते हैं उसे इस पोर्ट में देख सकते हैं हम उस पर बाद में गौर करेंगे यह आर्डुइनो की विशेषता में से एक है तो यह सब इस आर्डुइनो बोर्ड के बारे में है आप आर्डुइनो बोर्ड के साथ कैसे इंटरफेस करेंगे आपको उस आईडी की आवश्यकता है आपको कोड लिखना होगा कोड 2 चरणों में जाता है और अंत में आपको कोड अपलोड करना होगा यह डिवाइस में अपलोड हो जाता है और फिर यह संपन्न होता है अब मैं आज आपको दिखाऊंगी कि हम एक एलईडी को दो प्रकार के बोर्डों के साथ कैसे जोड़ते हैं जो मैंने पहले ही चर्चा की है दोनों बोर्डों की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें हमने पहले ही देखा है अब हम इंटरफेसिंग प्रयोगों पर जा रहे हैं मैंने पहले ही चर्चा की है कि ऑनबोर्ड एलईडी कैसे चमकेगी अब मैं एसटीएम बोर्ड के साथ ब्रेडबोर्ड का उपयोग करके साथ ही साथ आर्डुइनो बोर्ड के साथ भी एक और एलईडी कनेक्ट कर रही हूं मैं सबसे पहले ब्रेडबोर्ड के बारे में बात करूंगी यह ब्रेडबोर्ड है जिसके माध्यम से हम विभिन्न छोटे इंटरफेस उपकरणों को जोड़ सकते हैं और हम छोटे प्रयोग कर सकते हैं ये रेखाएँ क्षैतिज रूप से जुड़ी होती हैं यहाँ हम 2 लाइनें देख सकते हैं हैं ये लंबवत एक साथ जुड़ी हुई हैं तो किसी भी बिंदु से आप Vcc या ग्राउंड स्थापित कर सकते हैं और फिर आप आवश्यकतानुसार अन्य पिनों के साथ उपयोग और कनेक्ट कर सकते हैं फिर से एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ एक कट है तो यह कनेक्टेड है लेकिन यह इस के साथ नहीं जुड़ा है तो यह एक पृथक कनेक्शन है यह एक पृथक कनेक्शन है अगर आप पूरी चीज़ को जोड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ से यहाँ तक एक तार कनेक्ट करना होगा हम इस ब्रेडबोर्ड का उपयोग करते हुए एलईडी के साथ पहला प्रयोग दिखाएंगे हमें कुछ जम्पर तारों की भी आवश्यकता है और एक रजिस्टर की भी सबसे पहले यह एलईडी है यदि आप इस एलईडी को देखते हैं तो आप यह पता लगा सकते हैं कि इसका एक लेग लंबा है और दूसरा छोटा है मैंने पहले ही व्याख्यान में इस पर चर्चा की है लेकिन इसका क्या मतलब है यह एनोड है और यह कैथोड है तो लंबा लेग एनोड है और छोटा लेग कैथोड है और करंट हमेशा एनोड से कैथोड तक बहता है पहली चीज जो मैं करूंगी वह यह है कि मैं इस एलईडी को एसटीएम बोर्ड से जोड़ूंगी और पहली चीज जो मैं फिर से करूंगी वह यह है कि मैं जांच करूंगी कि यह एलईडी ठीक काम कर रही है या नहीं आप इसे कैसे जाँचेंगे आप क्या कर सकते हैं आप Vcc से एक प्रतिरोध के साथ एनोड जोड़ सकते हैं और कैथोड जिसे आप सीधे ग्राउंड से जोड़ सकते हैं और हम देखते हैं कि एलईडी चमकता है या नहीं तो पहले हमें एसटीएम बोर्ड के साथ प्रयोग करने दें यह मेरा एनोड है यह कैथोड है तो मैंने इसे इस तरह ब्रेडबोर्ड में डाल दिया फिर एक प्रतिरोध के माध्यम से मैं ब्रेडबोर्ड के इस छोर से जोड़ती हूं और इस छोर से जो लंबवत रूप से जुड़ा हुआ है मैं इसे Vcc में डालूंगी तो Vcc पिन यहाँ चौथा पिन है इसलिए मैंने इसे वहाँ रखा और यह इस बिंदु से यह एनोड है मैं इसे ग्राउंड से जोड़ूंगी और मैं देखती हूं कि एलईडी चमक रही है अगर मैं इसे बाहर निकालती हूं तो यह चमक नहीं रही है अब फिर से इसे यहाँ रखूँगी यह फिर से चमक रही है तो अगर आप समझ सकते हैं कि अब आप यह पता लगा सकते हैं कि हाँ यह एलईडी एक काम कर रही एलईडी है अब मैं जो करूंगी वह एनोड को Vcc से जोड़ूंगी लेकिन अब मैं ग्राउंड को डिजिटल पिन D2 से जोड़ूंगी मैं इस बोर्ड में एक कोड डंप कर रही हूं कोड के डंपिंग के लिए हम पहले ही देख चुके हैं कि कौन से सभी चरणों का अनुसरण करने की आवश्यकता है अब आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है एलईडी 1 सेकंड के लिए चमक रही है और यह 2 सेकंड के लिए बंद है आप देखते हैं कि यह 1 सेकंड के लिए चमक रही है और यह 2 सेकंड के लिए बंद है और यह प्रक्रिया दोहरा रही है इस तरह से आप एक एलईडी का उपयोग करके इस एसटीएम बोर्ड के साथ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आप एलईडी के साथ विभिन्न प्रकार के प्रयोग भी कर सकते हैं कुछ और एलईडी के साथ यदि आप कनेक्ट करते हैं तो आप इस तरह से एक काउंटर बना सकते हैं तो आप यहां एक और एलईडी लगा सकते हैं और काउंटर क्या होगा काउंटर पहले 00 फिर 01 फिर 10 और उसके बाद 11 यह भी हमेशा के लिए प्रक्रिया दोहरा सकता है अब मैं आर्डुइनो बोर्ड के साथ वही प्रयोग करूंगी जिस कोड की मैंने चर्चा की है अब मैं पहले आर्डुइनो बोर्ड के साथ कनेक्शन करूंगी यह आर्डुइनो UNO बोर्ड है यह कनेक्शन उसी तरह सरल है अब मैं इस भाग को Vcc और इस एक को पिन D2 के साथ जोड़ती हूँ अब मैं फिर से आर्डुइनो एडिटर का उपयोग करूंगी जिसका उपयोग हमने कोड डंपिंग के लिए किया है अब कोड डंप हो गया है और यह भी वही काम कर रहा है यह 1 सेकंड के लिए चालू है और 2 सेकंड के लिए बंद है इसलिए इस प्रयोग में हमने एसटीएम और आर्डुइनो UNO दोनों बोर्डों के साथ एक एलईडी को जोड़ा है आप अन्य उदाहरणों से कुछ और संख्याओं में एलईडी को जोड़कर देख सकते हैं और फिर आप किसी तरह या किसी अन्य तरीके से एलईडी काउंटर बना सकते हैं धन्यवाद